ऑक्सीलिरी क्षेत्र H अब तक दी गई पृष्ठभूमि के साथ हम अब यह देखने के लिए तैयार हैं कि चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय पदार्थों की उपस्थिति में कैसे व्यवहार करता है इससे पहले कि हम ऐसा करें मैं पहले कुछ लाइनों में या कुछ मिनटों में समीक्षा करता हूं कि हमने अब तक क्या सीखा है हमने सीखा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धाराओं द्वारा निर्मित होता है संबंधित नियम जो हमने सीखे हैं वे हैं बायो सैवर्ट और एम्परेज के नियम हैं दूसरा हमने सीखा कि B का कर्ल निर्वात में म्यू शून्य j r के बराबर है और किसी भी बिंदु पर B का डायवर्जेंस हमेशा शून्य होता है और इसलिए एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में हमने यह भी सीखा है कि B को एक वेक्टर पोटेंशियल के कर्ल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जिसकि हम गणना करते रहे हैं तीसरा हमने सीखा कि जब मैं चुंबकत्व M के साथ एक चुंबकीय द्विध्रुव या एक चुंबकीय माध्यम लेता हूं जहाँ M प्रति इकाई आयतन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है फिर यह एक परिबद्ध विद्युत धारा j b के बराबर है जो M पृष्ठीय विद्युत धारा k परिबद्ध का कर्ल है जो माइनस n क्रॉस M है और हमने इनका उपयोग करके कुछ उदाहरणों को हल किया है अब हम क्या करना चाहते हैं इन स्थितियों से निपटने के लिए इनका उपयोग करने के लिए एक मशीनरी विकसित करना है जहां चुंबकीय पदार्थ हैं जो एक क्षेत्र लागू होने पर चुंबकीय आघूर्ण विकसित करते हैं तो ऐसा करने के लिए आइए शुरू करते हैं समीकरण से जिसमें कर्ल B म्यू नॉट j के बराबर है अब विद्युत धाराओं की उपस्थिति में यदि यहां विद्युत धारा घनत्व j है तो मुझे लाल रंग से लिखना चाहिए j r प्राइम और मान लीजिए कि ये चुंबकीय पदार्थ यहां चुंबकित हो जाती हैं एक यहां एक यहां और इसी तरह से इस क्षेत्र में रखने पर एक चुंबकीय आघूर्ण M विकसित होता है फिर क्या होता है अब यह B दोनों मुक्त विद्युत धारा के साथ साथ परिबद्ध विद्युत धाराओं के कारण है तो मुझे इस चुंबकीय क्षेत्र की गणना में जो लिखना चाहिए वह है B का कर्ल जो म्यू नॉट j मुक्त के बराबर है जहाँ मुक्त विद्युत धारा वह है जो बाहर से है प्लस म्यू नॉट M का कर्ल याद रखें M का कर्ल क्या है हमने अभी चर्चा की है कि M का कर्ल j परिबद्ध है B0jfree0M और इसलिए मैं इस समीकरण को कर्ल B माइनस म्यू शून्य M के रूप में लिख सकता हूं यह शून्य j फ्री के बराबर है यह दिलचस्प है कि यह उस समीकरण के समान है जिसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ध्रुवीकरणीय माध्यम की उपस्थिति में लिखा था याद कीजिए कि हमने वहाँ क्या लिखा था हमने लिखा कि एप्सिलॉन शून्य E प्लस P का कर्ल रो फ्री के बराबर था जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सदिश एप्सिलॉन शून्य E प्लस P विस्थापन सदिश के रूप में देखा है हम यहां पहचान करने जा रहे हैं सदिश यहां B माइनस म्यू नॉट M ऑक्सीलिरी वेक्टर H है जैसे D विद्युत क्षेत्र नहीं था लेकिन बस ऑक्सीलिरी वेक्टर जो मुक्त आवेश से संबंधित था हम एक सदिश H पेश कर रहे हैं जो मुक्त विद्युत धारा घनत्व से संबंधित है यह चुंबकीय क्षेत्र नहीं है यदि इस क्षेत्र में कोई आवेश चलता है तो उस पर बल B द्वारा निर्धारित किया जाएगा H एक अतिरिक्त सदिश है जो हम पेश कर रहे हैं जो केवल मुक्त विद्युत धारा से संबंधित है जिसे हम बाहर से नियंत्रित कर सकते हैं B 0M0jfree HrB 0M तो जो हमने पेश किया है वह एक क्षेत्र H है जो म्यू नॉट B माइनस M है जिसका कर्ल म्यू नॉट j फ्री के बराबर है यह बेहतर होगा अगर मैं म्यू नॉट द्वारा सब जगह विभाजित करूं और H को B माइनस M भाग म्यू शून्य के रूप में परिभाषित करें ताकि H का कर्ल J फ्री के बराबर हो ठीक उसी तरह फिर से याद करें कि D का डायवर्जेंस रो फ्री के बराबर था यह उसी के समान है यही कारण है कि मैं H म्यू शून्य से विभाजित करता हूं तो फिर से इसका सारांश प्रस्तुत करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र B और अगर कोई चुंबकत्व M है तो हमने एक सदिश H की पहचान की है जो B द्वारा विभाजित म्यू शून्य माइनस M के बराबर है या समकक्ष B बराबर है म्यू शून्य गुणा H प्लस M के जैसे कि H का कर्ल j फ्री है वह कर्ल समीकरण है HB0 M or B0HM Hjfree चुंबकीय क्षेत्र में मेरे पास अन्य समीकरण क्या है यह B का डायवर्जेंस है जो हमेशा शून्य होता है B0 तो मुझे ये दोनों समीकरण चुंबकीय पदार्थ की उपस्थिति या चुंबकीय आघूर्ण और मुक्त विद्युत धाराओं दोनों की उपस्थिति में मिले हैं पुनः इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिति में हमारे पास जो समीकरण हैं ये उनके समान हैं जहाँ मेरे पास E का कर्ल शून्य था और D का डायवर्जेंस रो फ्री के बराबर यह बहुत समान है शुरू करते हैं H का कर्ल बराबर है j फ्री और B के कर्ल के B का डायवर्जेंस शून्य के बराबर है सवाल यह है कि हमें चुंबकीय क्षेत्र कैसे मिलता है यदि H का डायवर्जेंस शून्य था तो यह बहुत आसान होता क्योंकि इन दोनों समीकरणों ने मिलकर मुझे समीकरण दिए होंगे जो B के लिए हैं B का कर्ल j के बराबर है और B का डायवर्जेंस शून्य के बराबर है लेकिन H का डायवर्जेंस शून्य होने की आवश्यकता नहीं है जैसा मैं यहां दिखाऊंगा H का डायवर्जेंस एक द्वारा विभाजित म्यू शून्य B का डायवर्जेंस माइनस M का डायवर्जेंस के बराबर है और इस मात्रा का शून्य होना आवश्यक नहीं है हालांकि B का डायवर्जेंस शून्य है मान लीजिए कि मेरे पास कोई पदार्थ है एक साधारण पदार्थ लें और मेरे पास M परिवर्तनीय है उदाहरण के लिए इसे तीर की लंबाई से दिखाया जा सकता है इस लंबाई से फिर लंबाई बढ़ाई जा सकती है यह यहाँ और भी अधिक हो सकता है इसलिए जैसा कि मैं इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं M का वह घटक बढ़ रहा है और M का डायवर्जेंस शून्य नहीं है इसलिए H का डायवर्जेंस शून्य नहीं होना चाहिए फिर यह E के कर्ल के शून्य होने के समान है लेकिन D का कर्ल याद रखें शून्य नहीं था और इसलिए हमें चुंबकीय पदार्थ की उपस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र को हल करने के लिए अतिरिक्त तकनीक या कुछ और जानकारी की आवश्यकता होती है इससे पहले कि हम इस व्याख्यान को समाप्त करें मैं आपको इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूं कि चुम्बकीय आघूर्ण से परिबद्ध विद्युत धाराएँ कैसे उत्पन्न होती हैं या हम उनकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं स्मरण करो कि हमारे पास j बाउंड था जो चुंबकीय आघूर्ण और पृष्ठीय विद्युत धारा का कर्ल है जो कि माइनस n क्रॉस M है यह भी याद रखें कि विद्युत धारा का एक छोटा लूप एक द्विध्रुव के बराबर है मैं इस तर्क कोइस तरह मोड़ सकता हूं और कह सकता हूं कि एक द्विध्रुव विद्युत धारा ले जा रहे लूप के बराबर है अब एक स्थिति देखें मान लीजिए एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कुछ चुंबकीय आघूर्ण है मान लेते हैं ऊपर जाने की दिशा में एकसमान चुंबकीय आघूर्ण है तो अगर मैं इसके एक छोटे से हिस्से को देखता हूं तो यहां इस छोटे से हिस्से में ऊपर जाने वाली दिशा में एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है और यह वामावर्त दिशा में इन सतहों के साथ जा रही विद्युत धारा के बराबर होगा जो अब काले पड़ने वाले हैं तो इन सतहों पर पक्ष सतहों पर एक विद्युत धारा प्रवाहित है यदि इस पूरी चीज़ में एकसमान चुम्बकीय आघूर्ण है तो क्या होने वाला है कि ये सभी विद्युत धाराएँ हैं जो आसन्न सतहों पर हैं ध्यान दें अगर यहाँ एक आसन्न ब्लॉक है मैं इस पर ले लेता हूँ तो हरे रंग की विद्युत धारा नीचे जा रही है लाल विद्युत धारा ऊपर जा रही है और चूंकि M एकसमान है वे रद्द होने जा रहे हैं और इसलिए केवल वे स्थान जहां विद्युत धारा बिना रद्द हुए बचा है वह सतहों पर होने जा रहा है इस ब्लॉक की बाहरी सतह पर और इन विद्युत धाराओं की मात्रा क्या है यह माइनस चिह्न के साथ n क्रॉस M है तो बाहर मेरे पास n क्रॉस M बचा है और वह पृष्ठीय विद्युत धारा है जिसके बारे में हम बात करते हैं जो k है दूसरी ओर यदि ये M इस बिंदु पर लाल बिंदु पर हैं तो मैं इसे यहाँ दिखाता हूँ लाल बिंदु और यहाँ का हरा बिंदु थोड़ा अलग था फिर जैसे जैसे मैं दाईं ओर बढ़ता हूं जैसे जैसे मैं दाईं ओर बढ़ता हूं लंबवत घटक तो हम कहते हैं कि यह X दिशा है M का Y घटक बदल रहा है और इसलिए इंटरफ़ेस में विद्युत धाराएं बदलने वाली नहीं हैं यदि विद्युत धाराएं नहीं बदलती हैं तो इसका मतलब है कि यदि M बदलता है तो विद्युत धाराएं और ये सतह नहीं बदलती हैं और वे कुल विद्युत धारा में योगदान करते हैं इधर M y X के साथ बदल रहा है और इसलिए यह M के कर्ल से संबंधित है और यही वह है जो आपको एक कुल विद्युत धारा देता है तो यह परिबद्ध कुल विद्युत धारा और परिबद्ध पृष्ठीय विद्युत धारा की भौतिक व्याख्या है इस तरह की व्याख्या के समान ही हमने एक ध्रुवीकरण से निकलने वाले परिबद्ध आवेश और कुल परिबद्ध आवेश पृष्ठीय परिबद्ध आवेश के लिए किया था